छात्रों आपका स्वागत हैं हम क्रेडिट पर भुगतान कर रहा है और शुद्ध वर्तमान मूल्य भी नकारात्मक हो जाता है 9 महीने के बाद माफ कीजिए 12 महीने बाद और यह साबित होता है कि क्रेडिट को भी लाभ में जोड़ा जाता है और उस पर भी निश्चित दर से कर का भुगतान करना पड़ता है हमने माना कि 45 कर की दरहै इसलिए अवसर लागत का एनपीवी अवधि की अधिकतम लंबाई क्या होनी चाहिए गणना के इस सेट से हमने यह देखा है कि 9 महीने की क्रेडिट 0 हो जाता है हां एक तंत्र है जिसकी मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि एनपीवी नकारात्मक हो रहा है इस मामले में आइए जानें कि एनपीवी उपलब्ध है

क्रेडिट हो जाता है यह M के बाद "CP" क्रेडिट अवधि की अधिकतम लंबाई होनी चाहिए यदि आप इस मॉडल अवधि M अधिकतम लंबाई का मूल्य क्या है तो देखते हैं और गणना करते हैं कि यहां M क्रेडिट बन जाएगा इसलिए यह 364 है लेकिन मुझे लगता है कि यह 367 है यह 7 है तो इस मामले में 367 सही है और हम इसे 3 से गुणा कर रहे हैं यह कितना होने जा रहा है आपको यह कुछ मिलेगा जैसे 1034 महीने 1034 महीने यह इस मामले में क्रेडिट होने वाला है आप यह भी देख सकते हैं कि 1034 महीने में एनपीवी "0" बनती है या नहीं इस मामले में पहले इस बात के लिए जाएं बेस प्राइस 2 प्रति माह की दर से होती है 1034 महीनों के लिए अवसर लागत तो यह कितना होगा यदि आप गणना करते हैं तो यह 2068 होगा ठीक है तो यह क्या होगा यह अंतिम मूल्य बन जाएगा यह अंतिम मूल्य है तो यह कितना होगा यह 12068 है यह 12068 रुपये होगा 12068 यह अंतिम मूल्य है ठीक है अब बिक्री की लागत क्या है बिक्री की लागत 8000 है इसलिए लाभ कितना है शुद्ध लाभ "NP" है यहां शुद्ध लाभ 4068 रुपये 4068 है और कर के बाद लाभ क्या है यदि हम 45 की दर सेआयकर लागू करते हैं तो यह कितना होने वाला है यह कहीं 1830 होगा तो कर के बाद लाभ है यह 8 है तो यह 3 है और फिर यह 22 2238 है यह हमारा पैट 12068 है और बिक्री के पॉइंट जो कि पहले से ही यहाँ लिखी गई है वह 12068 है और डिस्काउंट फैक्टर डिस्काउंट फैक्टर कितना है प्रति माह 2 की दर से अवसर की लागत प्रति माह 2 है 1034 महीने के लिए छूट कारक 08147 है इसलिए यदि आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यहां CP के लिए अमाउंट रिसिवेबल का वर्तमान मूल्य क्या है जो कि 1034 महीने है वह 9830 है तो एनपीवी होगा इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि एनपीवी अवधि को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो कि नौ महीने से अधिक है या मुझे खेद है इस मामले में 1034 महीने यहां मैं उन लोगों के लिए एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा जिन्हें छूट कारक के बारे में कम समझ है हमने डिस्काउंट फैक्टर लेना है इस फॉर्मूले की मदद से क्योंकि अवसर लागत प्रति वर्ष 24 है 2 प्रति माह इसलिए जब हम इसे 1034 महीने की अवधि के लिए छूट दे रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इस सौदे की एनपीवी सकारात्मक होगा जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स अवधि नहीं देने की समस्या है और यहां आप कह सकते हैं कि जब आप 1034 महीने की बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु 1034 महीने एक विचार है वास्तव में 1034 महीने होना जरूरी नहीं है उदाहरण के लिए इस मामले में हमें पता चला कि एनपीवी 2 है और मुझे लगता है कि प्रति वर्ष 24 से अधिक कोई भी विक्रेता को भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि इससे अधिक 24 से अधिक खरीदार के लिए बैंक से उधार लेना और विक्रेता को भुगतान करना बेहतर होता है और अपेक्षा करें 12 महीनों तक की अवधि के लिए क्रेडिट है और अग्रिम कर भुगतान प्रणाली की वजह से अवधि के मामले में यह विक्रेताओं के लिए एक समस्या है दोनों कुछ कारकों के कारण कुछ स्थितियों में फंस गए हैं तो असीमित रूप से क्रेडिट क्या है जिसमें हमें सामान्य रूप से देखना चाहिए कि वह नुकसान कर रहा है या नहीं ठीक है यह एक सही प्रस्ताव नहीं है हमें उस तरह के व्यवसाय के लिए नहीं जाना चाहिए तो दो लिमिटेशन में भी देखा है और अगली महत्वपूर्ण बात अब व्यापार क्रेडिट नीति के तत्वों के बारे में सीखना और उसके बारे में बात करना होगा ट्रेड विभाग को बिक्री लक्ष्य तय करता है कि आपको यह बिक्री करनी है तो हम फर्म के लिए या संगठन के लिए समग्र बजट तैयार करते हैं कि आने वाले एक साल या अगले 6 महीने में या अगले एक तिमाही में आप इस बिक्री को बाजार में करना चाहते हैं अब यह एक बिक्री लक्ष्य है जो तय हो गया है तो यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित रहता है या यह नहीं रहता है क्रेडिट के लिए उल्लेख नहीं किया गया है जब आप निदेशक मंडल या शायद कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन के साथ लक्ष्य संवाद करते हैं उन्हें सूचित किया जाएगा कि इस तिमाही में आपको 1 करोड़ रुपये की बिक्री करनी होगी या 1 करोड़ रुपये का सामान बाजार में बेचना होगा मार्केटिंग टीम पर है यदि बिक्री नकदी पर है तो ठीक है कि वे इसे नकदी पर बेचना चाहेंगे और यह पहली पसंद है लेकिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए या कभी कभी लक्ष्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए और कभी कभी लक्ष्य को पार करने या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए

यदि क्रेडिट का सवाल है देखें कि यह खरीदार की सौदेबाजी क्षमता पर भी निर्भर करता है यदि कुछ मार्केटिंग पर होगा उसके बाद वह उत्पाद को बाजार में बेचता है बिक्री की आय बरामद होने के बाद वह कंपनी को भुगतान करेगा इसलिए मार्केटिंग के बजाय नकदी पर लक्ष्य प्राप्त कर सकूं इसलिए वह वितरक द्वारा या खुदरा विक्रेता या शायद कभी कभी ग्राहक द्वारा लगाए गए किसी भी तरह के बेतुके क्रेडिट दे सकता है और आप कह सकते हैं कि ठीक है इस बिक्री के लिए इस मात्रा की उस सामग्री के लिए यह आप हमसे नकद में खरीद सकते हैं और शेष आप क्रेडिट पर हमसे खरीद सकते हैं और फिर उसको बाजार में बेच सकते हैं मैं आपको इस क्रेडिट बन जाता है क्योंकि वितरक का इरादा कंपनी को 100 बिक्री आय का भुगतान करने का नहीं था तो इस तरह की स्थिति से बचने के लिए कभी कभी लोडिंग फैक्टर का विस्तार करने की कोई स्वतंत्रता न हो उसे कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी पर बेचना चाहते हैं वे क्रेडिट स्टाफ बिक्री वाले लोगों को खरीदारों के साथ किसी भी प्रकार के नियमों और शर्तों पर सहमत होने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए और फिर कंपनी के बिक्री संग्रह में जोखिम कम हो जाता है तो इसके लिए लिखित क्रेडिट पॉलिसी बना सकते हैं उस की संभावना को देखते हुए उसे बिक्री की जा सकती है उसके द्वारा भुगतान वापस किया जाएगा कंपनी उन बिक्री करने के बाद लाभप्रदता कमाएगी या अगर उस ग्राहक से उन बिक्री के संग्रह में कोई समस्या है वितरण के उस चैनल से कंपनी को कितना नुकसान होने वाला है उस नुकसान की संभावना क्या है और उन क्रेडिट बिक्री को इकट्ठा करने में कंपनी को क्या कर खर्च करना पड़ता है इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए एक नीति क्रेडिट पॉलिसी नहीं दिया जाएगा इसलिए उस स्कोर होने की दिशा में कैसे बढ़ना है यह सब और कई अन्य चीजें भी मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद